अभिवादन और टेल के मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत है आप में से कई लोगों ने या आप में से अधिकांश ने टेल के मॉड्यूल 1 में भाग लिया होगा यह मॉड्यूल 2 है जो मॉड्यूल 1 के क्रम में अगला भाग है टेल एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो शिक्षकों को एनबीए एक्रेडिटेशन अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं और उनके कोर्स की योजना और संचालन के बारे में बताता है टेल मॉड्यूल 2 यूनिट 1 में हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम एनबीए एक्रेडिटेशन और इंजीनियरिंग कोर्सेज का अध्ययन करेंगे इंजीनियरिंग शिक्षकों के रूप में आप सभी इससे परिचित हैं लेकिन हम इसे एक विशेष क्रम में देखेंगे क्योंकि कुछ शब्दावली हाल ही में जुड़ी हैं और फैकल्टी मेंबर्स इन शब्दों का उपयोग अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं टेल क्या करता है अपने सभी चार मॉड्यूल के साथ इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को सक्षम बनाना है ताकि वे अपने छात्रों को स्नातक स्तर पर अच्छे इंजीनियर बनने में मदद कर सकें तो यह एक सेकंड ऑर्डर इनपुट की तरह है यह शिक्षकों को सक्षम बनाता है जो बदले में अपने छात्रों को अच्छे इंजीनियर बनने में मदद करते हैं कोर्स के चार मॉड्यूल के है पहला लर्निंग आउटकम से संबंधित है दूसरा कोर्स डिजाइन तीसरा निर्देश और चौथा मॉड्यूल मान्यतापर आधारित है एनपीटीईएल प्रारूप के अनुसार प्रत्येक मॉड्यूल में एक क्रेडिट होता है प्रत्येक मॉड्यूल को लगभग आधे घंटे के वीडियो व्याख्यान की 20 इकाइयों में प्रस्तुत किया गया है प्रत्येक इकाई में अभ्यास का एक सेट होगा और प्रत्येक सप्ताह में एक सत्रीय कार्य या एक प्रश्नोत्तरी होगी अंत में आप सभीको परीक्षा लिखनी है जिसके आधार पर ग्रेड और प्रमाण पत्र दिया जायेगा आइए हम टेल की संरचना को देखें जिसे हमने मॉड्यूल 1 में प्रस्तुत किया है वही संरचना यहां दोहराई गई है जैसा कि हमने बताया टेल के चार मॉड्यूल हैं मॉड्यूल 1 लर्निंग आउटकमसे संबंधित है और इसे आउटकम बेस्ड एजुकेशन outcome based educationभी कहा जाता है हमअभी उसकी पुनरावृत्ति करेंगे मॉड्यूल 2 कोर्स डिजाइन से संबंधित है हर शिक्षक को अपना कोर्स इसी के आधार पर तैयार करना होगा और अगर वह अपने कोर्स को अच्छी तरह से डिजाइन करते हैं तो शायद उनके छात्र बेहतर सीखेंगे यह कोर्स डिजाइन एडीडीआईईADDIE Analysis Design Development Implement and Evaluateके ढांचे में प्रस्तुत किया गया है जिसका हम मॉड्यूल 2 की बाद की इकाइयों में विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे मॉड्यूल 3 में हम इंस्ट्रक्शनके बारे में सीखेंगे कि आपको इसके लिऐ योजना कैसे बनानी चाहिए अर्थात छात्रों के सीखने के अनुभवों की योजना बनाना और अनुक्रमित करना हम संबंधित सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेगे कि इसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है मॉड्यूल 4 एक्रीडिटेशन पे आधारित है इन दिनों लगभग सभी इंजीनियरिंग कार्यक्रम एनबीए एक्रीडिटेशन के लिए जाते हैं और प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग प्रोग्राम की पेशकश करने वाला प्रत्येक संस्थान एनएएसी एक्रीडिटेशनके लिए जाता है चौथे मॉड्यूल में हम एक्रेडिटेशन प्रोसेस को समझेंगे टेल मॉड्यूल 2 के लिए टेल मॉड्यूल 1 में प्रस्तुत करी गई सभी शब्दावली तथा अभ्यास पूर्वापेक्षाएँ हैं इसलिए हम टेल मॉड्यूल 1 में जो कुछ बताया गया है उसे दोहराने नहीं जा रहे हैं मॉड्यूल 1 में हमने नेशनल बोर्ड ऑफ़ एक्रेडिटेशन द्वारा अपेक्षित इंजीनियरिंग में स्नातक प्रोग्राम के आउटकम बेस्ड एजुकेशन के उद्देश्यों और परिणामों की प्रकृति को समझा क्योंकि हमारा ढांचा हमेशा एनबीए एक्रेडिटेशन या एआईसीटीई द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश या एआईसीटीई द्वारा प्रदान किए गए ढांचे पर आधारित है हमने एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमीऔर सीखने के तीन डोमेनअर्थात सीखने के कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटरcognitive affective and psychomotorडोमेन को भी समझा हमने तीनो डोमेन की विशेषताओं को और विशेष रूप से एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन को समझा हमने इंजीनियरिंग प्रोग्राम के कोर्स आउटकम लिखे जो प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम के एक सबसेट को संबोधित करते हैं इसलिए मॉड्यूल 1 के अंत में हमने न केवल कोर्स के आउटकम लिखे बल्कि यह भी देखा कि उसे कैसे लिखा जाए और साथ ही इन आउटकम के अटैनमेंट को कैसे मापे टेल के मॉड्यूल 2 3 और 4 के अंत में छात्र या इच्छुक शिक्षक को एडीडीआईई के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोग्राम में कोर्स तैयार करने में सक्षम होना चाहिए हम मॉड्यूल 2 में एडीडीआईई के ढांचे के बारे में विस्तार से बताएंगे और डिजाइन असेसमेंट भी करेंगे जो कोर्स आउटकम के अनुरूप हो मॉड्यूल 2 में हम एडीडीआईई के पांच चरण है अनालसिस डिजाइन डेवलपमेंट इंप्लीमेंट और इवलुएट Analysis Design Development Implement and Evaluate को जानेंगे हम यह भी देखेंगे कि एडीडीआईई के सभी पांच चरणों में गतिविधियों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि टेल मॉड्यूल 2 के प्रतिभागी कोर्स आउटकम के अनुरूप डिजाइन असेसमेंट करने में सक्षम होंगे ये मॉड्यूल 2 के आउटकम हैं मॉड्यूल 3 कोर्स आउटकम और कंपटेंसीज प्राप्त करने के लिए मेरिल प्रिंसिपल्स Merrills Principles पर आधारित डिजाइन इंस्ट्रक्शन कोर्स आउटकम असेसमेंट्स और इंस्ट्रक्शन के बीच अच्छा अलाइनमेंट सुनिश्चित करते हैं मॉड्यूल 4 विभाग स्तर पर एनबीए और संस्था स्तर पर नैक के एक्रेडिटेशन लिए तैयार करेगा यह कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों तथा उन स्नातक छात्रों के लिए उपयोगी होगाजो शिक्षा प्रौद्योगिकी में करियर बनाना चाहते हैं साथ ही कॉर्पोरेट्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को शिक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए भी उपयोगी है इन दिनों भारत में कई कंपनियां आ रही हैं जो कॉरपोरेट्स के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन और संचालित कर रही हैं

हमें कुछ तथ्यों को स्पष्ट तौर से समझना होगा हम कुछ ऐसे शब्दों को बताने की कोशिश करेंगे जिनके लिए लोग आमतौर पर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आइए देखें कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्या हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम चार साल की शिक्षण और सीखने की गतिविधि है जो 12 वीं कक्षा के छात्रों को इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने योग्य बनाता है जब आप कोई प्रोग्राम कहते हैं तो यह औपचारिक डिग्री के बारे मे ही होता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आवश्यक हैं यह हमने पहले ही मॉड्यूल 1 में उल्लेख किया है कि वे बारहवीं कक्षा के छात्रों को एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं के संबंध में ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करें एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं को कौन परिभाषित करता है यह नेशनल बोर्ड ऑफ़ एक्रेडिटेशन द्वारा किया जाताहै वे प्रोग्राम आउटकम' शब्द का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि वर्तमान परिपेक्ष में एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं से सम्बन्धित कार्यक्रम के परिणाम हैं यह समय समय पर थोड़ा बदलता रहता है ऐसा नहीं है कि आप कोर्स आउटकम एक बार लिखते हैं और वे स्थायी होते हैं जैसे जैसे तकनीक बदलती है इंजीनियरों की भूमिका बदलती है प्रोग्राम आउटकम की प्रकृति को भी समय के साथ बदलना होगा भारत में इंजीनियरिंग प्रोग्राम यही वह है जो हर शिक्षक को बहुत स्पष्ट होना चाहिए एआईसीटीई द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार डिजाइन और संचालित करने की आवश्यकता है एआईसीटीई ऑल इण्डिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वे यहां क्या दिशानिर्देश देते हैं वे प्रोग्राम टाइटलसे संबंधित हैं इसका मतलब है कि आप अपने कार्यक्रम के लिए किस टाइटल का उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक इसलिए हम जो भी उपाधि प्रदान करते हैं उसे आम तौर पर एआईसीटीई को स्वीकार करना होगा बेशक एआईसीटीई भी समय समय पर प्रोग्राम टाइटल्स की सूची को संशोधित करता रहेगा आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम की अवधि सेमेस्टर प्रणाली क्रेडिट की संख्या जिसके लिए कार्यक्रम तैयार किया जाना है पाठ्यक्रम घटक ग्रेडिंग और भौतिक बुनियादी ढांचे के संबंध में एआईसीटीई दिशानिर्देश प्रदान करता है जब तक आप इसका पालन नहीं करते हैं एआईसीटीई आपको इंजीनियरिंग कार्यक्रम के संचालन तथा डिग्री प्रदान करने की अनुमति नहीं देगा इसके अतिरिक्त आरक्षण शुल्क संरचना तथा प्रवेश के संबंध में राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है राज्य सरकार इनके अतिरिक्त भी कई अन्य दिशा निर्देश देती है किंतु यह प्रमुख हैं भारत में अधिकांश कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं केवल कुछ निजी विश्वविद्यालय या सरकार या तो राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित कॉलेज को छोड़कर मुख्यता विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करता है संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश पाठ्यक्रम परीक्षा मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा के संबंध में दिशा निर्देश होते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को एआईसीटीई राज्य सरकार और संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत डिजाइन और संचालित करना होता है जिसे हर शिक्षक जानता है और उसे इसी ढांचे को समझना होगा हालांकि कार्यक्रम के लिए एनबीए एक्रेडिटेशन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है लेकिन अधिकांश कार्यक्रम आप कह सकते हैं कि नब्बे प्रतिशत एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए जाना चाहते हैं एनबीए संस्थान के विजन और मिशन के बारे में बात करता है यानी संस्थान को एक विजन और मिशन लिखना होता है यह नहीं बताता कि वह विजन और मिशन क्या होना चाहिए लेकिन उन्हें संस्थान का विजन और मिशन विभाग का विजन और मिशन प्रोग्राम के शैक्षिक उद्देश्यप्रोग्राम आउटकम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम कोर्स आउटकम और आप यह कैसे प्राप्त करते हैं यह लिखना होगा सीओ पीओ और पीएसओ और आम तौर पर क्वालिटी लूप को बंद करना और यह सुनिश्चित करना कि आप लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एनबीए एक्रेडिटेशन के यह सभी पहलू हैं जहां तक कोर्स की डिजाइनिंग और संचालन का संबंध है विजन और मिशन के अलावा बाकी चीजों को मॉड्यूल 1 में संबोधित किया गया था कम से कम शब्दावली वे क्या हैं वे कैसे संबंधित है आदि इंजीनियरिंग प्रोग्राम को यदि आप ओबीई की शुरूआत जो कि 2015 में हुईसे पहले समझना चाहते है तब अनौपचारिक रूप से कुछ समझ थी लेकिन किसी भी एजेंसी या संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए किसी औपचारिक ढांचे की पहचान नहीं की गई थी उदाहरण के लिए यदि आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम का संचालन करने वाली किसी संस्था द्वारा दिए गए दस्तावेज़ देखते हैं तो ऐसा कोई संरचनात्मक दस्तावेज़ नहीं है जो यह कहता हो कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम क्या हैं या उसके लिए कम से कम एक समकक्ष शब्द लिखा गया था ढाँचा या तो अनौपचारिक था या अघोषित अब हमें सब कुछ लिखित तौर पर बताना होगा इसलिए उस ढांचे के बारे में स्पष्टता होगी जिसमें एक प्रोग्राम और एक कोर्स तैयार और पेश किया जाता है प्रोग्राम या कोर्स स्तर पर कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था जिसे पूरा करने की आवश्यकता थी इससे यह स्थिति पैदा हो गई कि एक स्वायत्त संस्थान में फैकल्टी मेंबर्स को कोर्स डिजाइन और संचालन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता है कोई किसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं है मैं सिर्फ एक कोर्स चुनता हूं अपना सिलेबस डिजाइन करता हूं और इसे उस तरह से पेश करता हूं जिस तरह से मैं सबसे अच्छा मानता हूं या तो विषय के नजरिए से या जो लक्ष्य मेरे दिमाग में हैं यहां तक कि लक्ष्य भी विशेष रूप से नहीं बताए गए हैं अभी भी अधिकांश फैकल्टी मेंबर्स यही पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार चाहते हैं तथा बिना किसी निर्धारित ढांचे के अपना कोर्स संचालित करते हैं वह यह मानते हैं की ढांचे की कोई आवश्यकता नहीं हैIतथा किसी भी ढांचे के अंदर काम करने मे थोड़ा विवश महसूस करते हैं हम वर्तमान में उस पहलू को भी देखेंगे कोर्सेज को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है करिकुलर कंपोनेंट में बेसिक साइंस शामिल हैं कितने कोर्सेज कौन से कोर्सेज होने हैं यह किसी दिए गए प्रोग्राम पर निर्भर करता हैं यह एनबीए या एआईसीटीई द्वारा नहीं बताया गया है लेकिन ये तय है कि बेसिक साइंस एक कंपोनेंट है बेसिक साइंस में आमतौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी PhysicsChemistry MathematicsBiologyआदि विषय शामिल है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में लैंग्वेजऔर मैनेजमेंटऔर अन्य सोशल साइंस के विषय शामिल होंगे इंजीनियरिंग साइंस प्रोफेशनल कोर प्रोफेशनल इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव और एक प्रोजेक्ट ये मोटे तौर पर करिकलर कंपोनेंट हैं इसलिए जब भी कोई पाठ्यक्रम तैयार करता है तो सबसे पहले वह पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट इन करिकलर कंपोनेंट में वितरित करता है कुल प्रोग्राम के कितने क्रेडिट बेसिक साइंस को दिए जाएंगे इनमें से कुछ कोर्सेज को किसी एक श्रेणी के अंतर्गत रखना मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत अधिक श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती हैं कभी कभी हमें यह तय करने में कठिनाई होती है कि किसी कोर्स को इंजीनियरिंग साइंस या बेसिक साइंस के अंतर्गत आना चाहिए या कोर वगैरह में शामिल किया जाना चाहिए ऐसे मुद्दे हमेशा रहेंगे लेकिन सात आधिकारिक श्रेणियां हैं जिनकी पहचान की गई है और सभी कोर्सेज को इन सात श्रेणियों में से एक के तहत रखना होगा कम से कम अब हम कह सकते हैं कि जहां तक एआईसीटीई का संबंध है बीई प्रोग्राम में लगभग 160 क्रेडिट का क्रेडिट लोड होगा यानी यह 160 प्लस या माइनस कुछ हो सकता है हालांकि अब तक बड़ी संख्या में ऐसे प्रोग्राम हैं जो कागज पर 260 क्रेडिट तक काम कर रहे हैं हालांकि उनकी क्रेडिट परिभाषा बदलती रहेगी लेकिन भारत में अधिकांश कार्यक्रम 200 क्रेडिट तक संचालित हो रहे हैं वे 160 के आसपास आ रहे हैं कई कार्यक्रम 160 प्लस या माइनस 5से 160 प्लस 10 पर आ गए हैं वे उसके भीतर आने की कोशिश कर रहे हैं ये क्रेडिट जो भी संख्या आप चुनते हैं करिकुलर कंपोनेंट में वितरित किए जाते हैं जिसको एनबीए द्वारा पहचाने गए पीओ बोर्ड ऑफ स्टडीज jiद्वारा पहचाने गए पीएसओ और विश्वविद्यालय एआईसीटीई और यूजीसी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाताहैं इसमें कुछ समस्याएं हैं जैसे यूजीसी कहता है कि आपको इकोलॉजीया एनवायरनमेंट पर एक कोर्स करना होगा कभी कभी एक विश्वविद्यालय कह सकता है कि प्रत्येक छात्र को स्थानीय भाषा में एक कोर्स करना होगा और कभी कभी एक विश्वविद्यालय यह भी बाध्य कर सकता है कि विशेष रूप से प्रोफेशनल एथिक्स पर एक कोर्स होना चाहिए इत्यादिI हमने पीओ और पीएसओ के बारे में बात की है पीओ की पहचान एनबीए द्वारा की जाती है और पीएसओ की पहचान प्रोग्राम से जुड़े बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा की जाती है कोर्स का अंतिम चयन बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा किया जाएगा और उन्हें इन सात श्रेणियों के तहत कोर्स रखना होगा जिनके बारे में हमने बात की थी कोर्स 300 या 310 301आदि के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए एक प्रोजेक्ट 0012 या 008 क्रेडिट तक के लिए हो सकता है पहले कोर्सेज में 100 अंक 150 अंक आदि होते थे अब क्रेडिट की संख्या और एक छात्र को मिलने वाले ग्रेड होते है सीबीसीएस योजना के तहत छात्र को कई तरह के कोर्सेज ऐच्छिक तक पहुंच होनी चाहिए जिसमें से वह चुन सकता है एक अन्य पहलू जिसे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है शिक्षण सप्ताहों की संख्या ध्यान रखें कि हम शिक्षण सप्ताह को कार्य सप्ताह नहीं कह रहे हैं आमतौर पर अधिकांश सेमेस्टर 90 कार्य दिवस के होते है हम सभी 90 दिनों में पढ़ाएंगे नहीं हम इंटरनल एसेसमेंट करते हैं कुछ प्रिपरेशन लीव हैं फिर फाइनल एग्जाम्स है और इसी तरह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सेमेस्टर में शिक्षण सप्ताहों की संख्या 14 से 15 हो जाती है यह क्यों महत्वपूर्ण है इस संख्या को ध्यान में रखते हुए कोर्स a की विषयवस्तु का चयन किया जाना चाहिए जिसे सभी छात्र संतोषजनक ढंग से कर सके अगर मैं विषय वस्तु को ज्यादा बढ़ा दूं क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मैं चाहता हूं की छात्र को यह सब सीख जाना चाहिए तब मैं 14 से 15 सप्ताह के दौरान कोर्स के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कक्षा में उपलब्ध सप्ताहों की संख्या 14 या 15 है और सामग्री को तदनुसार समायोजित करना होगा क्रेडिट और सिलेबस एक क्रेडिट एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह एक कक्षा सत्र या एक घंटे का ट्यूटोरियल या दो घंटे का प्रयोगशाला कार्य है और इसका कड़ाई से पालन करना होगा यह यूजीसी स्तर से सही है एआईसीटीई स्तर पर भी लागू हैं अतः सभी संस्थानों तथा महाविद्यालय को यह क्रेडिट सिस्टम मानना होगा क्रेडिट की संख्या को ध्यान में रखते हुए सिलेबस निर्धारित करना होगा कुछ कोर्स 200 हैं या कुछ कोर्स 310 हैं क्रेडिट और संदर्भ की संख्या के आधार पर यहां संदर्भ छात्रों की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे संबोधित किए गए पीओ और विचाराधीन विषय की प्रकृति को संदर्भित करेगा यदि विषय अत्यधिक गणितीय है और बहुत कठिन अवधारणाएं शामिल हैं या कोर्स में बहुत जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं तो जाहिर है सामग्री को तदनुसार समायोजित करना होगा इन विचारों के आधार पर कोर्स का सिलेबस तय करने की आवश्यकता है मोटे तौर पर हमें ज्ञान श्रेणियों के आधार पर पाठ्यक्रमों को दो श्रेणियों में विभाजित करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस बेसिक साइंसऔर इंजीनियरिंग साइंस में कोर्सेज ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों अर्थात् तथ्यात्मक वैचारिक प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निटिव से संबंधित हैं जबकि प्रोफेशनल कोर्सेजप्रोफेशनल इलेक्टीव से सम्बन्धित कोर्सेस फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल्स Fundamental Design Principles क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशंस Criteria and Specifications प्रैक्टिकल कांस्ट्रेंट्सऔर डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलीटीस सहित इंजीनियरिंग ज्ञान की चार विन्सेन्टीश्रेणियों से संबंधित हैं जब आप ओपन इलेक्टिव की बात करते हैं तो यह कोर्स डिज़ाइनर की पसंद है कि ओपन इलेक्टिव डिज़ाइन पहली श्रेणी या इंजीनियरिंग श्रेणी से संबंधित हो छात्र अच्छी तरह सीखते हैं जब वे इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि उन्हें कोर्स के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए इन्हें कोर्स आउटकम के रूप में लिखा जाता है असेसमेंट एक अलाइनमेंट है जो उनसे करने की अपेक्षा की जाती है इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को इस तरह डिजाइन और संचालित किया जाता है ताकि वे वह हासिल कर सकें जो उन्हें हासिल करने की उम्मीद है ये एक अच्छे कोर्स के सिद्धांत हैं इस मॉड्यूल की इकाई 2 में हम शिक्षा को सुगम बनाने में कोर्स डिजाइन की भूमिका प्रस्तुत करेंगे जो कोर्स डिजाइन का उद्देश्य है ध्यान देने के लिये धन्यवाद